ताररहित संचार के लिए आकलन पर इस मैस्सिव ऑनलाइन ओपन कोर्स में एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है तो अब तक हमने अधिकतम प्रायिकता आकलन के विकास अधिकतम प्रायिकता आकलन ढांचे और तार रहित संवेदन जाल तन्त्र के संदर्भ में अधिकतम प्रायिकता आकलन पर ध्यान दिया है जहां संवेदक एक प्राचर जैसे कि तापमान या दबाव का आकलन अवलोकनों के मूल सम्मुच्य से लगाने की कोशिश कर रहा है आइए अब हम तार रहित संचार परिदृश्य के संदर्भ में एक और दिलचस्प उदाहरण देखें तो आइए हम तार रहित संचार परिदृश्य के संदर्भ में आकलन का उदाहरण देखें हमने तार रहित संवेदन जाल तन्त्र के संदर्भ में उस आकलन को देखा है अब हम तार रहित संचार प्रणाली में आकलन को देखते हैं ठीक है तो हम इसे एक तार रहित संचार प्रणाली के रूप में रखते हैं तो आइए हम एक तार रहित परिदृश्य पर विचार करें इसलिए अब विचार करें कि एक तार रहित संचार प्रणाली पर विचार करें अब स्वाभाविक रूप से तार रहित संचार में तार रहित संचार में कोई संचरण एक ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच होता है तो एक तार रहित संचार में हमारे पास एक ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है जो एक तार रहित चैनल पर संचारित कर रहे हैं तो हमारे पास मूल रूप से जो हमारे पास है हमारे पास एक ट्रांसमीटर भी है और हमारे पास यहां एक रिसीवर भी है और हमारे पास निश्चित रूप से एक प्रेषित ऐन्टेना है जिसमें से संकेत तार रहित प्रणाली में प्रेषित होता है हमारे पास ग्राही ऐन्टेना है इसलिए ये मूल रूप से हैं यह आपका TX है यह आपका प्रेषित ऐन्टेना है जिसमें से प्रतीक XK एक समय K पर प्रसारित होता है आपके पास ग्राही एंटीना है जो यह RX ऐन्टेना RX द्वारा निरूपित किया गया है ग्राही एंटीना जो प्रतीक YK को ग्रहण करता है और उनके बीच का चैनल चैनल गुणांक H द्वारा निरूपित किया जाता है यह H एक दिलचस्प वस्तु है यह एक चैनल कहलाता है यह चैनल का वर्णन करता है इसे चैनल गुणांक के रूप में जाना जाता है यह प्रकृति में फेडिंग हो सकता है जहां यह फेडिंग चैनल गुणांक के रूप में जाना जाता है आमतौर पर यह एक रेलेह फेडिंग है कि यह रेलेह वितरण का अनुसरण करता है अर्थात् आयाम राशि रेलेह वितरण का अनुसरण करते है इसे रेलेह फेडिंग गुणांक कहते है हालांकि आकलन हेतु यह इतना महत्वपूर्ण नही है तो जो अक्सर महत्वपूर्ण है वह यह चैनल गुणांक है h अज्ञात है तार रहित संचार की शुरुआत में जो संचार प्रक्रिया ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच शुरू हो सकता है किसी को इस चैनल गुणांक का आकलन लगाना होगा क्योंकि यह चैनल गुणांक h अज्ञात है और उस प्रक्रिया को चैनल आकलन के रूप में जाना जाता है इसलिए संचार एपोके की शुरुआत के साथ h मूल रूप से है जो चैनल गुणांक अज्ञात है इसलिए आपके h को यह होना चाहिए आकलन लगाया जाना चाहिए जिसके आकलन पर इस पाठ्यक्रम में ध्यान केंद्रित करना है तो इस h का आकलन लगाया जाना चाहिए जो एक महत्वपूर्ण है यह आकलन लगाया जाना चाहिए जो एक तार रहित संचार प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है h के आकलन की प्रक्रिया इसे चैनल आकलन कहा जाता है मै इसे स्पष्ट रूप से लिखता हूँ इस चैनल के गुणांक H के आकलन की प्रक्रिया इसे चैनल आकलन कहा जाता है जो यह कलन विधि है अर्थात् इस अज्ञात चैनल गुणांक h के आकलन की पद्धति है ताकि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच संचार हो सके इस प्रक्रिया को चैनल आकलन के रूप में जाना जाता है अब हम इस चैनल आकलन के लिए एक पद्धति का पता लगाते हैं जो अधिकतम प्रायिकता आकलन ढांचे पर आधारित है जिसे हमने अब तक विकसित किया है इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं इस तार रहित संचार प्रणाली को निम्नानुसार प्रस्तुत कर सकता हूं YK जो ग्राही ऐन्टेना पर प्रतीक ग्रहण हुआ है H गुना XK VK के बराबर है मै विभिन्न घटकों का वर्णन करता हूँ यह YK ग्राही प्रतीक है आपका h चैनल गुणांक है XK जैसा कि हमने पहले ही कहा था यह प्रेषित प्रतीक है और यह VK शोर है और यह गौसियन शोर है जैसा हमने पहले देखा है यह गौसियन शोर है माध्य 0 है प्रसरण या शक्ति सिग्मा वर्ग के बराबर है तो हमारे पास YI H गुना XK VK के बराबर है जहां YK प्रेषित एंटीना और ग्राही एंटीना पर प्राप्त प्रतीक है H अज्ञात चैनल गुणांक है जिसका आकलन लगाया जाना है XK प्रेषित प्रतीक है और VK रिसीवर पर ग्रहण गौसियन शोर है इसे एडिटिव गौसियन शोर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि शोर इसे देखें यह प्रकृति में एडिटिव है इसलिए इस अक्षर VK को योगात्मक के रूप में भी जाना जाता है वास्तव में यह एक लोकप्रिय नामकरण है इसे योगात्मक गौसियन शोर के रूप में जाना जाता है और यह चैनल गुणांक h इस जानने के लिए शुरू करते है यह चैनल गुणांक है जिसका आकलन लगाया जाना है और एक और महत्वपूर्ण बिंदु सूक्ष्म बिंदु जो मैं इस बिंदु पर उल्लेख करना चाहूंगा वर्तमान में हम मान रहे हैं कि सभी राशियाँ वास्तविक हैं शुरू करने के लिए सभी राशियोँ की कल्पना करे सभी राशियोँ से हमारा मतलब है कि आपके YK h XK और VK से हैं हम कह रहे हैं कि ये सभी राशियाँ वास्तविक प्राचर हैं यह वास्तविक संख्याएँ हैं सम्मिश्र नहीं और हमने पिछले मॉडल में देखा है कि कैसे वास्तविक प्राचरो के लिए विकसित आकलन पद्धति का विस्तार सम्मिश्र परिदृश्यों के लिए किया जाए और हम इस परिदृश्य के लिए भी ऐसा ही करेंगे इसलिए शुरू करने के लिए हम अलग से एक सरलीकृत परिदृश्य पर विचार करते हैं जहां सभी राशियाँ प्राचर h सहित है अर्थात् चैनल दक्षता h एक वास्तविक प्राचर है जिसका आकलन करना है हालांकि इसे ऐसे परिदृश्य में विस्तारित किया जाना है जहां h सम्मिश्र है क्योंकि h आमतौर पर एक सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक है यही हम पिछले मॉड्यूल में भी उल्लेख करते हैं जब हम सम्मिश्र प्राचर आकलन के लिए रूपरेखा विकसित कर चुके हैं हालाँकि यह थोड़ा बाद में आएगा शुरू करने के लिए आइए समझते हैं कि वास्तविक प्राचर का आकलन कैसे करे इस चैनल गुणांक H का आकलन कैसे लगाया जाए जब H एक वास्तविक प्राचर है और चैनल आकलन के लिए सबसे लोकप्रिय पद्धतिओं में से है जो एक पायलट या प्रशिक्षण प्रतीक आधारित चैनल आकलन के रूप में जाना जाता है और जिसे निम्नानुसार वर्णित किया जा सकता है इसलिए मुझे इस समीकरण के इस प्रणाली मॉडल को यहां दोबारा लिखता हूँ हमारे पास YK बराबर हैं H XK VK के अब हम क्या करते हैं हम प्रतीकों X कुंजी को प्रेषित करते है अर्थात् ट्रांसमीटर द्वारा ज्ञात प्रतीकों को प्रेषित करते है जो कि पहले से सहमत या ज्ञात या मानक प्रतीकों के सम्मुच्य ज्ञात प्रतीक XK है और इनके एक नाम है इन्हें पायलट प्रतीक या प्रशिक्षण प्रतीक कहा जाता है इन्हें पायलट या प्रशिक्षण प्रतीकों के रूप में कहा जाता है ये सूचना को रखने वाले प्रतीक नहीं हैं ये पायलट या मूल रूप से आपके प्रशिक्षण प्रतीक हैं जो पायलट या प्रशिक्षण प्रतीकों के लिए उपयोग किए जाते हैं ये विशेष रूप से आकलन के लिए हैं ये विशेष रूप से चैनल आकलन के लिए हैं इस प्रकार ट्रांसमीटर पायलट प्रतीकों X1 X2 XN के अनुक्रम को प्रसारित करता है जो मूल रूप से चैनल आकलन के उद्देश्य से बने हैं अब रिसीवर पर प्रशिक्षण प्रतीकों के अनुरूप समतुल्य निर्गत Y1 Y2 YN को देखें तो रिसीवर पर तो हम क्या करते हैं माना X 1 X 2 XN इनसे इन प्रशिक्षण प्रतीकों को निरूपित करते हैं ये प्रशिक्षण या पायलट प्रतीकों को निरूपित कर रहे हैं और माना Y1 Y2 YN अब इन प्रशिक्षण प्रतीकों के अनुरूप हैं माना इनके अनुरूप Y1Y2 YN निर्गत प्रतीकों को व्यक्त कर रहा है इस प्रकार यह ज्ञात है ये प्रेक्षित निर्गत हैं जिन्हें पायलट निर्गत के रूप में भी जाना जाता है या मूल रूप से आपके प्रेक्षित निर्गत हैं ये मूल रूप से आपके पायलट निर्गत या प्रशिक्षण निर्गत हैं और प्रेषित पायलट या मूल रूप से प्रशिक्षण प्रतीकों के अनुरूप हैं इस प्रकार जो हम कह रहे हैं वह यह है कि हम एक समूह या पायलट प्रतीकों X1 X2 XN के एक ब्लॉक को प्रेषित करने जा रहे हैं जो रिसीवर पर ज्ञात है और इसी के अनुसार रिसीवर भिज्ञ X1 X2 XN से पायलट निर्गतो या प्रशिक्षण निर्गतो Y1 Y2 को अवलोकित करता है अवलोकित निर्गत Y1 Y2 YN है अब कोई अज्ञात चैनल गुणांक H का आकलन लगा सकता हैं जैसा कि हम शीघ्र ही वर्णन करने जा रहे हैं तो अब कोई इन पायलट निर्गत का वर्णन इस प्रकार कर सकता है इस प्रकार हमारे पास पायलट निर्गत है Y1 बराबर H गुना X1 VI Y2 बराबर H गुना X2 V2 है इसलिए 1 और इसके बाद हमारे पास YN बराबर H गुना XN VN के बराबर है जैसा कि हमने पहले ही कहा था ये मूल रूप से आपके आपके पायलट आपके पायलट निर्गत हैं X 1 X 2 XN ये मूल रूप से आपके पायलट प्रशिक्षण प्रतीक हैं और V 1 V 2 VN ये गौसियन शोर प्रतिदर्श हैं ये 0 माध्य हैं इसलिए ये गौसियन शोर के प्रतिदर्श हैं जिनके माध्य 0 और प्रसरण सिग्मा वर्ग है तो मूल रूप से अब हम Kवाँ लिख सकते हैं जैसा कि हमने पहले लिखा है YK मूल रूप से YK K गुना Kवाँ पायलट प्रतीक XK VK के बराबर है और हम जानते हैं कि VK का माध्य 0 प्रसरण सिग्मा वर्ग के साथ गौसियन है तो आइए VK को यहां लिख लेते हैं हमारे पास VK गौसियन के बराबर है माध्य 0 के बराबर है प्रसरण सिगमा वर्ग के बराबर है अब यह h XK में जोड़ा गया है इसलिए अब हम देखते हैं कि YK भी गौसियन है जैसा कि हमने संवेदन जाल तन्त्र के परिदृश्य में देखा था अर्थात् यह भी एक गौसियन इसलिए हम जो कह रहे हैं हमारे पास VK है अर्थात् 0 माध्य शोर है जिसमें H XK जोड़ा जा रहा है इसलिए परिणामी निर्गत YK भी गौसियन है सिवाय इसके कि इसका माध्य H XK से स्थानांतरित हो गया है और इसका प्रसरण वही सिग्मा वर्ग के बराबर है इस प्रकार इसी तरह से जैसा कि हमने संवेदन जाल तन्त्र के संदर्भ में देखा है यह HXK माध्य और प्रसरण सिग्मा वर्ग के साथ एक गौसियन होने जा रहा है तो इस प्रकार YK जो कि प्रेक्षित निर्गत है माध्य H XK और प्रसरण सिग्मा वर्ग के साथ गौसियन है समान रूप से जैसा कि हमने संवेदन जाल तन्त्र के संदर्भ में देखा है और इस प्रकार मेरे पास प्रायिकता घनत्व फलन है इसलिए YK का YK यह मूल रूप से 1 बटा वर्गमूल 2 पाई सिग्मा का वर्ग e की घात 1 बटा 2 सिग्मा का वर्ग YK HXK का पूर्ण वर्ग है पहले हमने संवेदन जाल तन्त्र के संदर्भ में देखा था कि यह केवल YK है अवलोकन YK गौसियन है जिसका माध्य h और प्रसरण सिग्मा वर्ग है यह थोड़ा अलग कैसे है इस तार रहित चैनल के आकलन के संदर्भ में YK एक गौसियन यादृच्छिक चर है जिसका अर्थ H गुना XK है जहां XK संचारित kवाँ पायलट प्रतीक है और प्रसरण फिर से वही रहता है यह सिगनल वर्ग है जो योगात्मक शोर का प्रसरण है जो इस ताररहित संचार प्रणाली के रिसीवर पर योगात्मक गौसियन शोर है अब इसी तरह फिर से एक बार फिर से तार रहित संवेदक परिदृश्य में हम यह मानने जा रहे हैं कि ये शोर प्रतिदर्श V1 V2 VN IID हैं जो स्वतंत्र समरुपी वितरण हैं इसलिए मुझे इसका भी उल्लेख करना चाहिए अब यह भी माने कि यह V1 V2 VN ये IID हैं ये हैंमतलब हम जानते हैं कि IID का अर्थ क्या है स्वतंत्र समरुप ये स्वतंत्र समरुपी वितरण हैं अब चूंकि ये स्वतंत्र और समरुप वितरण हैं इसलिए हमारे पास V1 V2 VN हैं जो कि शोर के प्रतिदर्श हैं ये आपके शोर प्रतिदर्श हैं और हम इन्हें IID मान रहे हैं जो कि स्वतंत्र समरुपी वितरित माध्य 0 प्रसरण सिगमा वर्ग के साथ गौसियन यादृच्छिक चर हैं अब यह स्वाभाविक रूप से इसका तात्पर्य है कि अवलोकन या निर्गत अवलोकन या निर्गत Y1 Y2 YN ये भी स्वाभाविक रूप से अवलोकन भी स्वाभाविक रूप से ये अवलोकन स्वतंत्र हैं ये स्वतंत्र हैं अवलोकन हैं अवलोकन मूल रूप से ये अवलोकन स्वतंत्र हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से इसका मतलब है कि ये निर्गत Y1 Y2 YN स्वतंत्र हैं और इसलिए अवलोकन के संयुक्त PDF को पृथक पृथक प्रायिकता घनत्व फलनो के गुणनफलो के रूप में दिया गया है इसलिए संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन यदि मैं संयुक्त PDF को देखता हूं जो कि Y1 Y2 से YN तक का F का Y1 Y2 से YN तक है यह आपका Y2 से YN तक है यह क्या है यह अवलोकनो का संयुक्त PDF है संयुक्त संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन यह पृथक पृथक प्रायिकता घनत्व फलनो के गुणनफलो के बराबर है यह गुणनफल के बराबर है क्योंकि ये स्वतंत्र हैं यह पृथक पृथक प्रायिकता घनत्व के गुणनफलो के बराबर है यह संयुक्त प्रायिकता घनत्व फलन पृथक पृथक प्रायिकता घनत्व फलनो के गुणनफलो के बराबर है यह गुणांक है Y1 Y2 YN की पृथक पृथक प्रायिकता घनत्व फलन इसलिए जो हमने अभी तक देखा है वह मूल रूप से हमने एक चैनल में एक सरल तार रहित संचार प्रणाली के लिए एक मॉडल विकसित किया है या प्रेषित सिग्नल प्रतीक के साथ एक फेडिंग चैनल XK है प्राप्त प्रतीक YK है चैनल गुणांक h है और शोर है VK और हमने कहा है कि यह चैनल गुणांक h अज्ञात है जिसका आकलन लगाना होगा इस प्रक्रिया को चैनल आकलन के रूप में जाना जाता है हमने विकसित किया है हमने यह भी कहा है कि हम एक ऐसी पद्धति का उपयोग करने जा रहे हैं जो मूल रूप से पायलट आधारित चैनल आकलन है प्रसिद्ध प्रतीक X1 X2 XN तक जिन्हें पायलट प्रतीकों या प्रशिक्षण प्रतीकों के रूप में भी जाना जाता है इनका प्रसारण किया जाता है इनके अनुसार हमें प्राप्त निर्गत प्रतीक या अवलोकन Y1 Y2 YN अवलोकनो 1 से प्राप्त होते हैं Y2 YN और प्रेषित पायलट प्रतीक X1 X2 XN कोई भी इस अज्ञात चैनल गुणांक H का आकलन लगा सकता है इसलिए हम इस मॉड्यूल को यहां रोकेंगे जहां हमने मूल रूप से संयुक्त प्रायिकता फलन के लिए एक अभिव्यक्ति विकसित की है हम करेंगे हम इस पद्धति की इस प्रक्रिया को अगले मॉड्यूल में जारी रखेंगे और इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे या चैनल आकलन के लिए इस पद्धति को पूरी तरह से विकसित करेंगे जहां अज्ञात चैनल गुणांक h है बहुत बहुत धन्यवाद